आर का उपयोग कर एमसीडीएम तकनीकों के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने इस पाठ्यक्रम के परिचयात्मक भाग पर अपनी चर्चा पूरी की अब इस विशेष व्याख्यान में हम पहली MCDM तकनीक पर अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जो कि Analytic Hierarchy Process है तो हम शुरू करते हैं AHP या Analytic Hierarchy Process वास्तव में Saaty द्वारा 1977 और 1980 के दौरान विकसित की गई थी जैसा कि हम जानते हैं कि कभी कभी निर्णय निर्माताओं के लिए उपयोगिता फ़ंक्शन का निर्माण करना मुश्किल होता है तो AHP एक उपयुक्त MCDM विधि हो सकती है जिसका उपयोग निर्णय लेने की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है यह ऊपर की स्लाइड में पहला बिंदु भी है अब यदि हम चरणों के संदर्भ में AHP को देखते हैं तो MCDM और MADM विधि में अनुसरण करने के सामान्य कदम पहले ही पाठ्यक्रम के परिचयात्मक व्याख्यान में शामिल हो चुके हैं विशेष रूप से AHP के लिए हमारे पास चार चरण हैं जो किसी विकल्प की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं आमतौर पर AHP का उपयोग रैंकिंग निर्णय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है तो चलिए इन चार चरणों के बारे में बात करते हैं पहली समस्या संरचना है इस चरण में हम अपनी समस्या को इस अर्थ में निर्धारित करते हैं कि लक्ष्य मानदंड विकल्प समस्या का निर्धारण और सूत्रीकरण के साथ साथ निर्णय लेने वाले निर्णयकर्ता जो सभी पर विचार करने जा रहे हैं वे सभी चीजें इस कदम के तहत आएंगी दूसरा चरण प्राथमिकता की गणना है एक बार समस्या की संरचना करने के बाद हम जानते हैं कि निर्णय लेने वाले कौन हैं और साथ ही हम निर्णय की समस्या लक्ष्य मापदंड और विकल्पों के बारे में भी समझते हैं अब हम निर्णय निर्माताओं से हमारे लक्ष्य के मानदंड और विकल्पों के लिए अपने मानदंड के संबंध में प्रतिक्रिया ले सकते हैं जोड़ीदार तुलनाओं का उपयोग करके ये प्रतिक्रियाएं ली जाती हैं इसलिए प्राथमिकता गणना का यह चरण युग्मक तुलनाओं पर आधारित है और संख्यात्मक पैमाने का उपयोग करने के बजाय हम आम तौर पर एक मौखिक पैमाने का उपयोग करते हैं इसलिए एक संख्यात्मक निर्णय के बजाय एक सापेक्ष मौखिक प्रशंसा का उपयोग किया जाता है क्योंकि जैसा कि हमने परिचयात्मक व्याख्यान में बात की है मापदंड या विकल्प की तुलना करते समय निर्णय निर्माताओं के लिए संख्यात्मक पैमाने का उपयोग करना मुश्किल हो सकता है तो एक मौखिक पैमाने का उपयोग किया जाता है और फिर इसे एक संख्यात्मक पैमाने पर मैप किया जाता है इसलिए एक बार जब हम समस्या की संरचना कर लेते हैं और हम प्राथमिकता के लिए अपनी गणना करते हैं तो एएचपी को रैंकिंग मिलेगी इसलिए विधि और कार्यान्वयन समाप्त हो जाएगा हालाँकि दो अतिरिक्त चरण भी हैं जिन्हें पूरा भी किया जा सकता है तीसरा चरण स्थिरता जांच है यह चरण वैकल्पिक है लेकिन अनुशंसित है क्या हो सकता है कि निर्णय लेने वालों को प्रदर्शन करने के लिए जोड़ीदार तुलनाओं की संख्या के कारण कुछ विरोधाभास हो सकते हैं जो जोड़ीदार तुलनाओं में रेंगना हो सकता है जिन्हें प्रदर्शन किया जाना है और जिसके परिणामस्वरूप परिणामों में असंगति हो सकती है अर्थात अंतिम रैंकिंग जो हम पैदा करते हैं सवाल यह है कि हम इस समस्या का कैसे ध्यान रखें हम एक संगति की जाँच कैसे करते हैं और पता करते हैं कि हमारी जोड़ीदार तुलना ठीक है या नहीं तो यह इस विशेष कदम का हिस्सा है जिसे हम स्थिरता जांच के रूप में संदर्भित करते हैं फिर चौथा चरण संवेदनशीलता विश्लेषण है यह भी वैकल्पिक है लेकिन अनुशंसित है इसलिए एक बार जब हम अपना परिणाम प्राप्त कर लेते हैं तो हम विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि यह रैंकिंग अंतिम है हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह एक मजबूत रैंकिंग है जो हमें एएचपी लागू करने के बाद मिली है और इनपुट मूल्यों या अन्य चर में किसी भी छोटे बदलाव के परिणाम बदलने वाले नहीं हैं सवाल यह है कि हम परिणामों की मजबूती के इस पहलू का कैसे पता लगा सकते हैं यह सब चौथे चरण के तहत आता है अर्थात् संवेदनशीलता विश्लेषण हालांकि यह चौथा चरण वैकल्पिक है लेकिन यह अनुशंसित है इससे हमें अंदाजा होगा कि हमारे परिणाम कितने अच्छे हैं आगे बढ़ने दो इसलिए अब हम इनमें से प्रत्येक चरण पर एक एक करके चर्चा करना शुरू करेंगे तो पहले वाले समस्या संरचना की शुरुआत करते हैं समस्या संरचना के इस चरण में मुख्य विचार 'divide and conquer'का है जैसा कि आप इस विशेष विधि AHP के नाम से देखेंगे जो कि विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया है हम वास्तव में पदानुक्रमित संरचना का उपयोग करते हैं किसी भी विशिष्ट पदानुक्रमित संरचना में आपको एक तत्व दिखाई देगा और फिर इसे अगले पदानुक्रमित स्तर में विभाजित किया जाएगा जिसमें दो तत्व होंगे फिर बाद में तीसरे चरण में आपके पास कई और तत्व होंगे तो यह एक पेड़ की तरह है जो आरेख की तरह है जो रूट नोड से शुरू होता है और हम विभाजित रहते हैं और तत्वों की अधिक संख्या की ओर बढ़ते रहते हैं तो विभाजित और जीतना यहां मुख्य विचार है हम पदानुक्रमित प्रक्रिया का उपयोग करके समस्या की संरचना करना चाह रहे हैं तो हम आम तौर पर समस्या को कैसे तोड़ते हैं जैसा कि मैंने ऊपर बात की हम पदानुक्रम के अनुसार संरचना करते हैं इसलिए न्यूनतम तीन स्तर होने जा रहे हैं लेकिन निर्णय की समस्या और उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के आधार पर तीन से अधिक स्तर हो सकते हैं कभी कभी प्रत्येक मानदंड के संबंध में उप मानदंडों की संख्या भी हो सकती है इसलिए यहां स्तरों की संख्या में वृद्धि हो सकती है हालांकि न्यूनतम तीन स्तरों की आवश्यकता होती है जहां शीर्ष स्तर सिर्फ एक तत्व होने जा रहा है जो निर्णय समस्या का लक्ष्य है इसलिए जब हम एक पेड़ और एक पदानुक्रमित संरचना के बारे में सोचते हैं तो एक शीर्ष तत्व होने जा रहा है यह तत्व निर्णय समस्या के लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करने वाला है और फिर हम पदानुक्रम में दूसरे स्तर पर आ जाएंगे जो मानदंड का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए हमारे पास मानदंड 1 मानदंड 2 मानदंड 3 मानदंड 4 और इतने पर हो सकते हैं इसके अलावा मानदंडों की संख्या के आधार पर हमारे पास इस पदानुक्रमित संरचना के शीर्ष तत्व से निकलने वाली शाखाओं की कई संख्याएं होंगी तो अब जैसा कि मैंने कहा दूसरा स्तर संरचना मानदंड प्रदर्शित करने के बारे में है यदि दूसरे स्तर में प्रत्येक मानदंड के भीतर उप मानदंड हैं तो निश्चित रूप से स्तरों की संख्या तदनुसार बढ़ेगी अब जब न्यूनतम तीन स्तर होते हैं तो निचला स्तर विकल्पों का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए तीसरे स्तर में हमारे पास विकल्प होंगे और जोड़ीदार तुलना तत्काल ऊपरी स्तर के संबंध में होगी यही मानदंड है जैसा कि मैंने कहा कि उप मानदंडों का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त स्तर भी जोड़े जा सकते हैं तो यह समस्या का मुख्य टूटना है इसलिए हमें लक्ष्य का पता लगाना है लक्ष्य को तैयार करना है और फिर हमें उस विशेष निर्णय समस्या को हल करने के लिए प्रासंगिक मानदंडों का पता लगाना है और फिर उन मानदंडों के आधार पर जिन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाना है और जो लक्ष्य हमारे पास है उसे देखते हुए इसलिए इन तत्वों का उपयोग करके हम अपनी निर्णय समस्या का ढांचा तैयार कर सकते हैं इस उदाहरण की मदद से आगे चर्चा करते हैं जो एक दुकान स्थान समस्या के बारे में है यदि हम एक नई स्पोर्ट्स शॉप खोलना चाहते हैं तो हम स्थानों की पहचान करना चाहते हैं हमारे पास कई स्थान हैं जो वास्तव में विकल्पों की संख्या हैं जहां हम वास्तव में अपनी स्पोर्ट्स शॉप खोल सकते हैं दिए गए उदाहरण में ये स्थान शॉपिंग सेंटर सिटी सेंटर और एक नया औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे पास ये तीन स्थान हैं और हम एक नई स्पोर्ट्स शॉप खोलना चाहते हैं तो हम अपनी नई स्पोर्ट्स शॉप के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कैसे पहुंचे यदि हम उन मानदंडों को देखते हैं जो इस निर्णय समस्या के लिए उपयोगी हो सकते हैं तो ये मानदंड दृश्यता प्रतिस्पर्धा आवृत्ति और किराये की लागत हो सकते हैं इसलिए अगले हम इन विकल्पों को चिह्नित करना चाहते हैं जो नीचे चर्चा की गई है इसलिए आमतौर पर शॉपिंग सेंटर वह स्थान होता है जहां अधिक संख्या में लोग अधिक संख्या में दुकानें और सामान्य प्रकार के ग्राहक और लोग इन शॉपिंग सेंटर स्थानों पर आते हैं अगर हम सिटी सेंटर के बारे में बात करते हैं तो यह एक होने वाली जगह की तरह है जहां आमतौर पर युवा और अन्य ग्राहक पहुंच सकते हैं और कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं इसलिए अगर हम स्पोर्ट्स शॉप के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर लक्षित ग्राहक युवा होंगे इसलिए शहर का केंद्र उस अर्थ में अधिक उपयुक्त हो सकता है हालांकि शॉपिंग सेंटर भी एक अच्छा विकल्प है क्योंकि यह सभी क्षेत्रों में ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है अब अगर हम नए औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये क्षेत्र आमतौर पर उपनगरीय क्षेत्र में शहर के बाहर होते हैं और इसलिए यह एक नया क्षेत्र बनने जा रहा है इस क्षेत्र में आने वाले ग्राहकों के संदर्भ में आवृत्ति निम्न तरफ होने वाली है और मुख्य रूप से वे लोग जो उस क्षेत्र के आसपास काम कर रहे हैं वे उस जगह का दौरा करेंगे तो यह इन तीन विकल्पों का मुख्य लक्षण वर्णन है और यह लक्षण वर्णन ही बताता है कि इस निर्णय समस्या को हल करने में किस तरह के मापदंड उपयोगी हो सकते हैं इसलिए दृश्यता मापदंड में से एक है कोई भी नई दुकान जो आप किसी सिटी सेंटर में खोलते हैं उसमें अच्छी दृश्यता होगी खरीदारी के लिए आने वाले लोगों की संख्या के कारण शॉपिंग सेंटर की दृश्यता अधिक हो सकती है और अंत में औद्योगिक क्षेत्र में कम दृश्यता होगी क्योंकि यह शहर के बाहर है इसलिए केवल पास के क्षेत्रों के लोग ही जाएंगे और फिर अगर हम प्रतियोगिता के बारे में बात करते हैं तो यह एक और मानदंड हो सकता है जिसे हम विचार कर सकते हैं शॉपिंग सेंटर में कई दुकानें होंगी और सिटी सेंटर के लिए भी यही होगा हालांकि औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में दुकानें या समान दुकानें नहीं हो सकती हैं तो यह है कि प्रतिस्पर्धा के संबंध में लक्षण वर्णन अब अगर हम आवृत्ति के बारे में बात करते हैं तो मैंने पहले ही चर्चा की कि आवृत्ति आम तौर पर शहर के केंद्र और शॉपिंग सेंटर के लिए उच्च तरफ और औद्योगिक क्षेत्र के लिए निचले हिस्से पर होगी अगर हम किराये की लागत के बारे में बात करते हैं तो इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्कोर करता है क्योंकि गुर्दे की लागत शहर के बाहर होने के साथ साथ निचले स्तर पर होगी इसलिए बहुत से लोग दुकान किराए पर लेना नहीं चाहते हैं इसलिए किराये की लागत कम हो जाएगी हालांकि शॉपिंग सेंटर के मामले में सभी प्रकार की दुकानें खुलने की तलाश में होंगी और वहां एक जगह किराए पर लेना चाह रही होंगी इसलिए किराये की लागत उच्च पक्ष पर होगी अब शहर के केंद्र के लिए यह होने वाला क्षेत्र होने जा रहा है इसलिए निश्चित रूप से इसमें किराये की लागत बहुत अधिक होने वाली है इन तीन विकल्पों के बारे में मैंने जो चरित्र चित्रण और मापदंड की बात की है उसे देखते हुए अब हम इस समस्या को हल करने के लिए AHP तकनीक को कैसे लागू कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे इसलिए समस्या संरचित कदम में हमने आपके बारे में तीन स्तरों को बताया है लक्ष्य मानदंड और विकल्प तो उपरोक्त आंकड़ा पदानुक्रम का एक पारंपरिक प्रतिनिधित्व है आप स्तर 1 में देख सकते हैं हमारे पास लक्ष्य है जो खेल की दुकान का स्थान है यह हमारा लक्ष्य सबसे शीर्ष तत्व है जैसा कि मैंने शीर्ष तत्व से कहा था शाखाओं की संख्या होने वाली है स्तर 2 अब स्तर 2 मानदंड के लिए है इसलिए आप दूसरे स्तर पर चार मापदंड देख सकते हैं जिनके बारे में हमने बात की दृश्यता प्रतिस्पर्धा आवृत्ति और किराये की लागत जब हमने युग्मक तुलनाओं के बारे में बात की कि निर्णय निर्माताओं को प्रदर्शन करना है तो वे इन मानदंडों की तत्काल ऊपरी स्तर के संबंध में तुलना करेंगे अर्थात एक स्पोर्ट्स शॉप का स्थान जो निर्णय समस्या का लक्ष्य है अब तीसरे स्तर में हमारे पास विकल्प हैं इसलिए यहां आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे जिन्हें हमने यहां नाम दिया है लेकिन अगर हम उन तीरों की संख्या के संदर्भ में देखें जो मानदंड से निकल रहे हैं और उन विकल्पों के लिए जिन्हें देखा जा सकता है मानदंड दृश्यता पर विचार करें इन तीन विकल्पों के लिए तीन तीर निकल रहे हैं इसी तरह प्रतियोगिता आवृत्ति और किराये की लागत के लिए तो इन तीन विकल्पों में से प्रत्येक के लिए इन मानदंडों के संबंध में तुलना की जा रही है यदि हम AHP को लागू करना चाहते हैं तो हम आम तौर पर एक निर्णय समस्या की संरचना करते हैं तो शीर्ष स्तर का लक्ष्य फिर हमारे पास मानदंड हैं और अगर हमारे पास उप मानदंड हैं तो एक और स्तर 2 स्तर से ठीक नीचे जोड़ा जाएगा और अंतिम स्तर आमतौर पर विकल्प के स्तर के लिए और फिर निश्चित रूप से हमेशा के लिए स्तर होने वाला है आगे बढ़ने दो इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्येक निचले स्तर को उसके तत्काल ऊपरी स्तर के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है अर्थात् लक्ष्य के संबंध में मानदंड और मापदंड के संबंध में विकल्प जब हम मापदंड या विकल्पों के बीच इन जोड़ीदार की तुलना करते समय निर्णय निर्माताओं से प्रतिक्रियाएं लेना चाहते हैं तो हम जो उचित प्रश्न पूछ सकते हैं वह निर्णय समस्या के संदर्भ पर निर्भर करता है जो हमारे पास है और निर्णय निर्माताओं पर भी है उसके आधार पर हम वास्तव में अपने प्रश्नों को फ्रेम कर सकते हैं तो आइए कुछ उदाहरण देखें दुकान आवंटन समस्या के बारे में जिस पर हमने चर्चा की है यदि आप स्तर 2 के मानदंडों को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि यह लक्ष्य के संबंध में किया जाएगा इसके अलावा इस मामले में एक उपयुक्त प्रश्न यह होगा कि खेल की दुकान के स्थान का चयन करने के लिए और किस सीमा तक कौन सा मानदंड सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए जैसा कि आप देखेंगे कि इस सवाल के माध्यम से मानदंडों का महत्व पूछा जा रहा है खेल की दुकान के स्थान का चयन करने के लिए और किस सीमा तक सबसे महत्वपूर्ण है तो निर्णय निर्माता मौखिक पैमाने के संदर्भ में प्रतिक्रिया दे रहा होगा अर्थात वे उस पैमाने का उपयोग करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे इसलिए दो मानदंडों के बीच हमें एक प्रतिक्रिया मिलेगी और यह मानदंड के लिए महत्व और उस महत्व की सीमा को प्रतिबिंबित करेगा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 अब इस प्रकार की जोड़ीदार तुलना के लिए एक उपयुक्त प्रश्न यह हो सकता है कि दिए गए मानदंडों को पूरा करने के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है और किस सीमा तक तो मानदंड के संबंध में कौन सा विकल्प उस विशेष मानदंड को पूरा कर रहा है और किस हद तक फिर से समान पैमाने का उपयोग किया जाएगा और निर्णय निर्माता उस पैमाने का उपयोग करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं इसलिए यदि हम दुकान स्थान की समस्या के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास मानदंडों के लिए सिर्फ एक स्तर है और उप मानदंडों के लिए कोई स्तर नहीं है इसलिए एक प्राथमिकता मानदंडों के बीच होगी और चूंकि हमारे पास चार मानदंड हैं और विकल्पों में से तुलनाओं को उनमें से प्रत्येक के संबंध में किया जाना है इसलिए चार मानदंडों के लिए चार प्राथमिकताएँ होंगी इसलिए कुल पांच प्राथमिकताओं की आवश्यकता होगी एक मापदंड के लिए और चार विकल्प के लिए यह चार आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास चार मापदंड हैं इसलिए हमारे पास कुल पांच प्राथमिकताएँ हैं तो यह पहले चरण के बारे में था अर्थात् समस्या संरचना और अब दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं जो प्राथमिकता परिकलन है लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें बात करते हैं कि प्राथमिकता क्या है प्राथमिकता एक ऐसा स्कोर है जो निर्णय समस्या में विकल्प या कसौटी के महत्व को रैंक करता है इसलिए जब हम जोड़ीदार तुलना के लिए पूछ रहे हैं तो हम परिलक्षित होने वाले महत्व की तलाश कर रहे हैं यह विशेष स्कोर उस महत्व को रैंक करने वाला है जब हम कसौटी की तुलना मानदंड या किसी अन्य विकल्प के विकल्प से कर रहे हैं इसलिए यह प्राथमिकता है इस चरण में हम उन चरणों के बारे में बात करेंगे जो प्राथमिकता की गणना करने के लिए आवश्यक हैं इसलिए आमतौर पर तीन प्रकार की प्राथमिकताएँ होती हैं जिनकी हमें गणना करनी होती है पहले एक मानदंड प्राथमिकताएं हैं सबसे पहले मापदंड के बीच हमें जोड़ीदार तुलना करना होगा उसके आधार पर हम मानदंड प्राथमिकताओं की गणना करेंगे तब वैकल्पिक प्राथमिकताएँ होती हैं इसलिए प्रत्येक मानदंड के संबंध में हम जोड़ीदार तुलना करने जा रहे हैं ताकि जानकारी का उपयोग तब किया जाए जब हम वैकल्पिक व्यक्तित्वों की गणना कर रहे हों और फिर वैश्विक प्राथमिकताएँ जहाँ हम आम तौर पर मापदंड प्राथमिकताएँ और वैकल्पिक प्राथमिकताएँ जोड़ते हैं जो हमें पिछले चरणों में मिली हैं और फिर हम वैश्विक प्राथमिकताओं की गणना करते हैं तो ये तीन प्रकार की प्राथमिकताएं हैं आइए उनमें से प्रत्येक के बारे में बात करें जैसा कि मैंने कहा मानदंड प्राथमिकताओं में शीर्ष लक्ष्य के संबंध में प्रत्येक मानदंड का महत्व परिलक्षित होता है वैकल्पिक प्राथमिकताओं में एक विशिष्ट मानदंड के संबंध में एक विकल्प का महत्व परिलक्षित होता है वैश्विक प्राथमिकताओं की गणना मानदंड और वैकल्पिक प्राथमिकताओं का उपयोग करके की जाती है और यह मानदंडों के संबंध में विकल्पों को रैंक करने जा रहा है और परिणामस्वरूप समग्र लक्ष्य अब यह गणना वास्तव में कैसे की जाती है उसी तकनीक का उपयोग किया जाता है चाहे मानदंड प्राथमिकता के लिए या वैकल्पिक प्राथमिकता के लिए इसलिए यह जोड़ीदार तुलना है जिसका हम उपयोग करते हैं तो क्यों जोड़ीदार तुलना का उपयोग किया जाता है यह समझा जाता है कि आम तौर पर अगर हम तत्वों की संख्या वस्तुओं की संख्या के बीच वरीयता व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे लिए एक निश्चित महत्व को इंगित करना मुश्किल हो सकता है यदि आइटम की संख्या अधिक है हालांकि अगर हम सिर्फ दो तत्वों की तुलना कर रहे हैं तो हमारे लिए इन दोनों की तुलना करना और महत्व का संकेत देना आसान हो सकता है इसलिए इसीलिए कि पेयर वाइज तुलनाओं को वरीयता देने के लिए आसान और अधिक सटीक माना जाता है और पैमाने के संदर्भ में हम आम तौर पर एक मौलिक 1 से 9 पैमाने का उपयोग करते हैं अन्य पैमाने भी हैं जो उपलब्ध हैं और उपयोग किए गए हैं उदाहरण के लिए 1 से 5 पैमाने का भी उपयोग किया जा सकता है लेकिन कभी कभी विश्लेषकों और शोधकर्ताओं को यह महसूस हो सकता है कि जिस स्तर पर कब्जा करना है वह इस 1 से 5 छोटे पैमाने पर पर्याप्त रूप से कब्जा नहीं किया जा सकता है तो शायद उन्हें 1 से 9 तक के उच्च स्तर की आवश्यकता होगी यही कारण है कि 1 से 9 पैमाने सबसे लोकप्रिय पैमाने हैं और ज्यादातर उपयोग किए गए पैमाने हैं कुछ लोगों ने 1 से 100 तरह के पैमाने भी सुझाए हैं जिनका उपयोग भी किया जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने का उपयोग करते समय निर्णय निर्माता अपनी वरीयताओं को व्यक्त करते समय खो सकते हैं अन्य पैमाने हैं उनका उपयोग भी किया जा रहा है लेकिन आम तौर पर सबसे लोकप्रिय पैमाने मौलिक 1 से 9 पैमाने हैं अब मौखिक से संख्यात्मक पैमाने पर रूपांतरण को देखते हैं क्योंकि जैसा कि हमने पहले बात की थी हम मौखिक पैमाने का उपयोग करते हुए निर्णय निर्माताओं से प्रतिक्रियाएं लेते हैं पहला कॉलम यहाँ महत्व की डिग्री को दर्शाता है आप 1 2 3 को 9 तक देख सकते हैं और वे क्या संकेत देते हैं जैसा कि ऊपर की स्लाइड में देखा गया है 1 समान महत्व का संकेत दे रहा है 2 कमजोर महत्व का संकेत दे रहा है फिर 3 मध्यम महत्व फिर 4 एक मध्यम प्लस 5 मजबूत महत्व 6 मजबूत प्लस 7 बहुत मजबूत या प्रदर्शन महत्व फिर हमारे पास 8 है जो बहुत बहुत मजबूत है और फिर 9 चरम महत्व है इसलिए हम देखेंगे कि यह 1 से 9 तक बढ़ते पैमाने की तरह है और दो मानदंडों या दो विकल्पों को देखते हुए निर्णय निर्माताओं को मौखिक पैमाने का उपयोग करके अपनी प्राथमिकता व्यक्त करना चाहिए और फिर इसे आसानी से एक संख्यात्मक पैमाने में परिवर्तित किया जा सकता है जैसा कि आप देख सकते हैं इस तालिका में अब तुलना के बारे में बात करते हैं इसलिए तुलना आमतौर पर एक मैट्रिक्स में एकत्र की जाती है हमने पदानुक्रमित संरचना के बारे में बात की कि सबसे पहले तुलना मापदंड के बीच होगी तो दुकान स्थान की समस्या के लिए यह चार बनाम चार होने जा रहा है प्रत्येक मानदंड की तुलना सेट में अन्य कसौटी के साथ की जा रही है इसी तरह विकल्पों के लिए हम मैट्रिक्स प्रारूप में डेटा को फिर से इकट्ठा करने जा रहे हैं तो दुकान स्थान की समस्या में हमारे पास तीन विकल्प हैं इसलिए हमारे पास तीन तीन मैट्रिक्स हैं प्रत्येक विकल्प को एक विशिष्ट मानदंड के संबंध में दूसरे विकल्प के साथ तुलना की जा रही है तो एक उदाहरण आप यहां स्लाइड में देख सकते हैं यह दुकान स्थान की समस्या के लिए एक तुलना मैट्रिक्स है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे यहां चार मापदंड हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास प्रत्येक मानदंड के अनुरूप चार पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक कसौटी के लिए फिर से चार कॉलम हैं अब निश्चित रूप से दृश्यता जब दृश्यता की तुलना में 1 होने जा रही है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं सभी विकर्ण तत्व 1 होंगे इसलिए मुख्य तुलना वास्तव में ऊपरी त्रिकोणीय भाग या इस मैट्रिक्स के निचले त्रिकोणीय भाग में होती है आप यह भी देखेंगे कि जब हम प्रतिस्पर्धा के साथ दृश्यता की तुलना कर रहे हैं और जब हम प्रतिस्पर्धा की दृश्यता के साथ तुलना कर रहे हैं तो हमें यहाँ कुछ प्रकार के पुनरावृत्ति देखने को मिलते हैं तो वास्तविक तुलनाओं की संख्या ऊपरी आयताकार मैट्रिक्स या निचले एक से परिलक्षित हो सकती है तो यह एक अर्थ पारस्परिक मैट्रिक्स में है तुलना मैट्रिक्स के बारे में अधिक विस्तार से बात करते हैं लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू संख्या के संदर्भ में हैं जैसा कि आप देख सकते हैं स्केल हमने 1 से 9 तक देखा इसलिए यदि हम प्रतिस्पर्धा के साथ दृश्यता की तुलना कर रहे हैं तो यहां आपको 14 का मान दिखाई देगा यह वास्तव में इंगित करता है कि दृश्यता के मामले में प्रतिस्पर्धा को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है इसी तरह यदि हम आवृत्ति और दृश्यता को देखते हैं तो मान 5 है इसलिए आप देख सकते हैं कि दृश्यता की तुलना में आवृत्ति को अधिक महत्व दिया जा रहा है तो इन संख्याओं से हमारा मतलब वास्तव में 5 4 और उन सभी संख्याओं से है जो हमने स्वयं इस पैमाने में देखे हैं जब हम प्रतिस्पर्धा के साथ दृश्यता के लिए 14 कहते हैं तो वास्तव में इसका मतलब है कि दृश्यता के संबंध में प्रतियोगिता को अधिक महत्व दिया जा रहा है अब तुलना मैट्रिक्स के बारे में कुछ और बात करते हैं सभी तुलनाएं सकारात्मक हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमने उस पैमाने को भी देखा इसलिए सभी तुलनात्मक मूल्य सकारात्मक होने जा रहे हैं मुख्य विकर्ण पर तुलना 1 होती है क्योंकि मैंने कहा था कि मानदंड की अगर खुद से तुलना की जाए तो मूल्य 1 होने वाला है मैट्रिक्स पारस्परिक है जैसा कि मैंने चर्चा की ऊपरी त्रिकोण निचले त्रिकोण का उल्टा है क्योंकि यह समान तुलना है यह सिर्फ एक अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है फिर अगर हम यह पता लगाना चाहते हैं कि किसी को कितने आवश्यक तुलनात्मक प्रदर्शन करने हैं हम इस सूत्र का उपयोग कर प्राप्त कर सकते हैं 2 जहाँ n तत्वों की संख्या है इसलिए यदि हम मापदंड के लिए पिछले मैट्रिक्स को देखते हैं तो यह चार मैट्रिक्स से चार है यदि हम इसे देखें तो इस मैट्रिक्स में हमारे सोलह मान थे जो n स्क्वायर द्वारा परिलक्षित होता है इसलिए हमारे यहां सोलह मान थे और फिर विकर्ण तत्व हैं जो स्वयं के साथ तत्वों की तुलना करते हैं जिन्हें हम n वर्ग के मूल्य से घटा सकते हैं चूंकि ऊपरी और निचले त्रिकोण में मान उलटे हैं इसलिए हम इस संख्या को दो से विभाजित करेंगे तो इस सूत्र में अर्थ हमें आवश्यक तुलना प्रदान करेगा जो प्रत्येक तुलना मैट्रिक्स में आवश्यक हैं यदि आप n का मान बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से विचार किए जाने वाले अधिक मानदंड हैं तो निश्चित रूप से तुलनाओं की आवश्यक संख्या बढ़ जाएगी इसी तरह यदि मूल्यांकन करने के लिए अधिक विकल्प हैं तो निश्चित रूप से तुलना की आवश्यक संख्या बढ़ जाएगी इसलिए इन तुलनात्मक मेट्रिक्स जिनके बारे में हमने बात की थी कि मापदंड के लिए या विकल्प के लिए वास्तव में सॉफ्टवेयर में उपयोग किया जाता है मानदंडों और विकल्पों के लिए प्राथमिकताओं की गणना करने के लिए तो उस अर्थ में तुलनात्मक मैट्रिक्स विभिन्न कार्यों के लिए इनपुट बन जाते हैं जिनका उपयोग हम एमसीडीएम के लिए सॉफ्टवेयर में करते हैं और फिर आउटपुट प्राथमिकताओं और भार के रूप में निर्मित होते हैं इस पाठ्यक्रम में जैसा कि मैंने बात की है हम आर प्लेटफॉर्म का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए हम आने वाले व्याख्यानों में देखेंगे कि प्राथमिकताओं और रैंकिंग की गणना करने के लिए क्या कार्य और कैसे इनपुट का उपयोग किया जाता है इसलिए इस कदम पर हम यहां रुकना चाहेंगे अगले व्याख्यान में हम विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया के तीसरे चरण पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे जो निरंतरता की जाँच पर है तो हमें निरंतरता जांच करने की आवश्यकता क्यों है अलग अलग कारण क्या हैं हम कैसे निरंतरता सुनिश्चित करते हैं कितनी न्यूनतम स्थिरता आवश्यक है इन सभी सवालों पर अगले व्याख्यान में चर्चा की जाएगी धन्यवाद